नमस्कार आज हम अपने पाठ्यक्रम के अंत की ओर आ रहे हैं और आज हम बल धारा समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम समरूप सिस्टम को हल करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे विद्युतीय सर्किट की मदद से कैसे समरूप सिस्टम बराबरी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं पहले हम देखेंगे बल धारा समरूपता क्या है बल धारा समरूपता रैखिक यांत्रिकी सिस्टम के गणितीय समीकरण की तुलना विद्युतीय सिस्टम के नोडल समीकरण के साथ की जाती है अब निम्नलिखित विद्युतीय समीकरण लेते हैं जो चित्र में दिखाया गया है अब इस सर्किट में धारा स्रोत प्रतिरोध प्रेरण और संधारित्र शामिल हैं सभी समानांतर जुड़े हैं इस केस में नोडल समीकरण आप ऐसे लिख सकते हैं धारा अब यदि हम प्रतिस्थापित करें या कुछ और नहीं बल्कि चुंबकीय फ्लक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं अब यदि आप पुनः व्यवस्थित करें अब रैखिक यांत्रिकी सिस्टम के लिए बल तुलना समीकरण हमने कल कक्षा में व्युत्पन्न किया था जो हमने दिखाया है कि बल यदि आप इन दो समीकरण की तुलना करें तो हमें क्या मिलता है

पहला यांत्रिकी सिस्टम में लागू बल के कारण सभी विस्थापन की पहचान करना है अवयव जैसे स्प्रिंग घर्षण और इस प्रकार जो दो गतिमान सतहो के बीच लागू हैं विस्थापन में बदलाव करेंगे अब नोड आधार पर आधारित समतुल्य यांत्रिकी सिस्टम बनाते हैं तो हम यांत्रिकी सिस्टम को पुनः व्यवस्थित करेंगे और हमारे पहचाने हुए नोड की संख्या के आधार पर पुनः बनाएंगे और नोड कुछ और नहीं बल्कि हम विभिन्न विस्थापन देखते हैं और उस के आधार पर नोड परिभाषित करेंगे तब वे अवयव जिनमें समान विस्थापन है उस नोड पर समानांतर में जुड़ जाएंगे प्रत्येक विस्थापन को अलग नोड से प्रदर्शित किया जाता है वह अवयव जो विस्थापन में बदलाव कर रहे हैं जो शायद या तो घर्षण या स्प्रिंग है हमेशा दो नोड के बीच हैं तब हम संतुलन समीकरण लिखते हैं प्रत्येक नोड परनोड पर कार्य कर रहे सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा और तब हम बल वोल्टेज समरूपता उपयोग करेंगे और अवयवों का प्रतिस्थापन करेंगे जो हमने अभी चर्चा की है समरूपता कैसे बनाते हैं तो समरूप अवयव क्या हैं

का विस्थापन है और क्योंकि और स्थिर सपोर्ट के बीच है इसलिए यह भी के प्रभाव में है जबकि से पर विस्थापन बदलता है क्योंकि यह दो गतिमान बिंदुओं और के बीच है और K विस्थापन के अंदर है क्योंकि K द्रव्यमान और स्थिर सपोर्ट के बीच है बल अब से जुड़ा है तब और यह दो अवयव हैं जो विस्थापन के प्रभाव में हैं तो हम क्या करेंगे हम इन दोनों को समानांतर में जोड़ेंगे अब जुड़ा है जुड़ा है और यह सभी 3 अवयव अब नोड से जुड़े हैं अब के केस में विस्थापन x1 से x2 पर बदलता है क्योंकि विस्थापन के x1 से x2 पर बदलने के लिए B2 जिम्मेदार है इसलिए हम B2 को x1 और x2 के बीच जोड़ते हैं अब M2 और K यह सीधे विस्थापन x2 के प्रभाव में हैं क्योंकि K सीधे यांत्रिकी सिस्टम के स्थिर ओर से जुड़ा है और K के द्वारा आप M2 से जुड़े हैं तो जब आप को M2 में विस्थापन मिलता है M2 और K सीधे विस्थापन x2 के प्रभाव में होगा तो x2 के लिए हम M2 और K को समानांतर में जोड़ेंगे अब यह यांत्रिकी सिस्टम जो हमने उदाहरण के केस में अभी देखा है यांत्रिकी सिस्टम के समतुल्य नोड प्रदर्शन में बदल चुका है अब हम क्या करेंगे